डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में महत्व के बारे में चर्चा करेंगे और हम आपको पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं से परिचित करवाएंगे तो यह रूपरेखा होगी सबसे पहले हम यह समझाने की कोशिश करेंगे कि हमें डेटाबेस जो इस कोर्स में हमारी मदद करेंगे So first why do we need databases तो पहले हमें डेटाबेस की आवश्यकता क्यों है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुशल उपयोग पर विचार के तहत एक वातावरण प्रस्तुत करता है तो वहाँ अलग डेटाबेस ने छू लिया है कुछ बहुत ही सामान्य और व्यापक एप्लीकेशनस करने की अनुमति देता है हम विभिन्न प्रकार के बुकिंग आरक्षण रेलवे आरक्षण एयरलाइन आरक्षण होटल आरक्षण करते हैं यह सभी अब इंटरनेट के भाग हैं आजकल अलग अलग बिक्री एप्लीकेशन ऑनलाइन रिटेलिंग एप्लीकेशन हैं जैसे मुझे यकीन है कि आप सभी ने अमेजन किया था की अनुमति देते हैं बहुत सारे डेटाबेस सब कुछ का प्रबंध किया जा सके डेटाबेस शामिल हैं इसलिए इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आमतौर पर इस तथ्य की विशेषता होती है कि वे बहुत बड़े हैं यदि हमारे पास डेटा का एक महत्वपूर्ण कारक है इसलिए जब हम डेटाबेस को समझना किसी भी कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी छात्र के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है इसलिए यदि हम एक विशिष्ट डेटाबेस की अनुमति देते हैं जैसे कि जब नए छात्र जुड़ते हैं तो हमें छात्रों को जोड़ना होगा जब पाठ्यक्रम मांगे जाते हैं तो हमें नए पाठ्यक्रम जोड़ने होंगे संकाय में शामिल होने पर हमें नए प्रशिक्षकों को जोड़ने की आवश्यकता होगी हमें आवंटन करने की आवश्यकता होगी हमें पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी हमें परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता होगी हमें छात्रों को ग्रेड आवंटित करने की आवश्यकता होगी जब उन्हें विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए श्रेणीबद्ध किया जाएगा साथ ही उनके जीपीए और इसी तरह की गणना करनी होगी इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा जिन सभी गतिविधियों से निपटना है वह विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन प्रोग्राम को फाइल सिस्टम के माध्यम से प्रबंधित किया जाता था हम सभी जानते हैं कि हमारे सभी सिस्टम में एक फाइल सिस्टम है जहां विभिन्न फाइलों के साथ साथ डेटा करने के लिए एक विशेष बिंदु तक सीधे पहुंच सकते हैं इसलिए पहले के दिनों में यह एक फाइल सिस्टम का संग्रह था जो एक बड़े एंटरप्राइज डेटा को जरूरत के हिसाब से प्रबंधित करता था लेकिन समय के साथ यह देखा गया की डेटा अतिरेकता और असंगतता होती है ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम यहां शिथिल परिभाषित करेंगे और जैसे जैसे हम पाठ्यक्रम में आगे बढ़ेंगे हम इन शब्दों को बेहतर ढंग से समझेंगे लेकिन केवल अतिरेकता की व्याख्या करने के लिए अतिरेकता एक अवधारणा है जहां एक ही डेटा को कई फाइलों में लिखते हैं तो आपको ऐसे कई पहलुओं से निपटने की आवश्यकता है मान लो छात्रों के लिए एक फाइल है शिक्षकों के लिए एक फाइल है विशेष पाठ्यक्रमों के लिए एक फाइल है नामांकन के लिए एक फाइल है इत्यादि इसलिए कई डेटा करना भूल सकते हैं तो यह फाइल सिस्टम को उपयोग करने की पहली समस्याओं में से एक है फिर डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है और उन फाइलों को खोलना और उचित बिंदु तक पहुंचना एक मुश्किल कार्य है फिर डेटा एप्लीकेशन को बहुत अधिक अखंडता की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए यदि आप किसी खाते बैंक खाते से पैसे निकालना चाहते हैं तो निश्चित रूप से शेष राशि को सकारात्मक होना चाहिए आप केवल इतनी राशि तक ही निकाल सकते हैं जो खाते में मौजूद है तो किसी भी एप्लिकेशन को इसके लिए जांच करनी होगी इसलिए यदि आप डेटा करना कठिन है

फिर अद्यतन की परमाणुता के मुद्दे हैं परमाणुता का मतलब एक एकल इकाई के रूप में कुछ संचालन करने की क्षमता है इसलिए आप जो चाहते हैं वह है कि ऑपरेशन या तो होता है और यदि होता है तो यह समग्रता में होता है जबकि अन्यथा ऐसा नहीं होता है उदाहरण के लिए विचार करें कि एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि का हस्तांतरण हो रहा है इसलिए इसका अर्थ है कि जिस खाते से धनराशि हस्तांतरित की जा रही है उसमें कुछ निश्चित राशि को घटाए जाने की जरूरत है और उसी राशि को उस खाते में जमा करना होगा जिनके लिए यह भुगतान किया जा रहा है अब यदि विफलता के किसी कारण से या इस तथ्य के कारण कि लिंक की समस्या थी या कुछ और था यदि आप यह पूरा हस्तांतरण करने में सक्षम नहीं हैं तो यह संभव है कि आपने पहले ही खाते पर घटा दिया हो लेकिन आप दूसरे खाते में जमा नहीं कर पाए हैं अब यह डेटाबेस में असंगति का एक प्रमुख कारण होगा इसलिए यदि आप चाहते हैं कि यदि हस्तांतरण हो सकता है तो यह समग्रता में होना चाहिए यानी कि डेबिट की स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है दूसरा पहलू जो डेटाबेस के बारे में सोचिए आप रेलवे आरक्षण के बारे में सोचिए कई उपयोगकर्ता विभिन्न स्टेशनों से अलग अलग स्टेशनों से अलग अलग स्टेशनों में अलग अलग कक्षाओं में बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और तो और यह सब एक ही समय में जाना चाहिए जिसे कि अद्यतन की संगामिति कहा जाता है इसलिए यह बहुत संभव है कि जब आप अद्यतन करने की कोशिश कर रहे हों तो आप एक निश्चित तारीख पर एक निश्चित ट्रेन में बर्थ उपलब्ध है

तो आप आगे बढ़ते हैं और इसे बुक करने का प्रयास करते हैं और एक अन्य उपयोगकर्ता है उसने भी देखा है की एक बर्थ में कई विसंगतियों को जोड़ सकती है तब निश्चित रूप से आप सभी अच्छे से परिचित होंगे कि आज हम कई तरह के सुरक्षा खतरों से गुजर रहे हैं इसलिए उचित सुरक्षा होनी चाहिए कि उपयोगकर्ता को उस सीमा तक डेटा के बड़े हिस्से तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए इसलिए डेटा आधारित सिस्टम वह है जो इन सभी समस्याओं के खिलाफ देखभाल करने के लिए समाधान प्रदान करते हैं और हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीजों को कैसे करना है इसलिए मैं आगे बढ़ते हुए आपको समग्र रूप से पाठ्यक्रम की योजना के साथ परिचित कराऊंगा इसलिए हम सबसे पहले जो बात करते हैं वह पाठ्यक्रम की शर्तें हैं ये आवश्यक शर्तें कंप्यूटर विज्ञान और संबंधित असतत गणित में कुछ प्राथमिक स्तर के ज्ञान की तरह हैं जो आपके पास होनी चाहिए आपको ऐसा होना चाहिए जिससे आपको पाठ्यक्रम को समझने और उसका पालन करने में आसानी हो अन्यथा यदि आप किसी भी स्तर पर पाते हैं कि आपको इस पहलू का पालन करना मुश्किल हो रहा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वापस पीछे जाकर पृष्ठभूमि की कुछ सामग्री और उनका अध्ययन करने का प्रयास करें इसलिए मैंने इन पूर्वापेक्षित विषयों को सूचीबद्ध करने की कोशिश की है एक निश्चित रूप से सेट सिद्धांत से आपको बहुत परिचित और दक्ष होना चाहिए यदि आप नहीं हैं तो मैंने एक MOOC के पाठ्यक्रम का उल्लेख किया है यह एक अतीत का पाठ्यक्रम है लेकिन आप वीडियो और उन सामग्रियों तक पहुंच सकते हैं जिनमें सेट सिद्धांत के इन पहलुओं पर बहुत अच्छी चर्चा है जिन्हें आप संदर्भित कर सकते हैं आगे बढ़ते हुए जो सेट एक साथ संबंधित हैं तो एक डोमेन इत्यादि आपको इनसे परिचित होना चाहिए अन्यथा आपको डेटाबेस है इसलिए यह रिलेशंस के बारे में अपने ज्ञान को ताजा करने के लिए असतत गणित पर इस MOOC के पाठ्यक्रम का उल्लेख कर सकते हैं हमें आपको प्रस्तावक तर्क की एक बुनियादी समझ रखने की भी आवश्यकता है जो सत्य मूल्यों को सत्य और असत्य है और कंजक्शन से क्या अभिप्राय है आप जानते हैं कि दिए गए दो चर या दो प्रस्ताव हैं जो किसी मूल्य को सही या गलत मान सकते हैं उन्हें एक सत्य तालिका के संदर्भ में दर्शाया जा सकता है जहां हम कहते हैं कि केवल जब ये दोनों प्रस्ताव सत्य होते हैं तब परिणामी कंजेक्टिव प्रस्ताव गलत है तो आपको इन अवधारणाओं से परिचित होना चाहिए यदि आप नहीं हैं तो कृपया अपने विचारों को प्रस्तावक तर्क के बारे में ताजा करें हमें थोड़ा सा प्रेडीकेट तर्क के विपरीत प्रस्तावक तर्क जोकि परिमाणीकरण से संबंधित हो यानी कि अस्तित्वगत और सार्वभौमिक मात्रा का ज्ञान जब आप कहते हैं कि क्या कुछ प्रस्ताव डोमेन तर्क का निर्माण किया जाता है हमें यहाँ बहुत उन्नत अवधारणा की आवश्यकता नहीं है यहाँ सिर्फ बुनियादी स्तर की पहचान ही काफी है और असतत गणित पर उसी MOOC का पाठ्यक्रम आपकी मदद का होगा यदि आपको इसे और ताजा करने की आवश्यकता है कंप्यूटर विज्ञान के पहलुओं पर निश्चित रूप से आपको डेटा संतुलित है संतुलन के तरीके और शर्तें क्या हैं विशेष रूप से बी ट्री की अवधारणाओं के आधार पर डिजाइन किए जाएंगे और हैश टेबल वगैरह कलन विधि के डिजाइन और विश्लेषण पर पाठ्यक्रम हैं कलन विधि के मौलिक में MOOC में दो उत्कृष्ट पाठ्यक्रमों का उल्लेख किया है जिसमें से आप आवश्यकता पड़ने पर ताजा कर सकते हैं निश्चित रूप से आपको सामान्य कलन विधि के साथ कुछ परिचित होने की आवश्यकता है विशेष रूप से मैंने छंटाई और खोज की कलन विधि का उल्लेख किया था क्योंकि ये डेटाबेस की आवश्यकता होती है और हम मानेंगे कि जिन पहलुओं को हमने C में वर्णित किया है क्योंकि यह एक मौलिक और सबसे अधिक ज्ञात भाषा है इन पूर्वापेक्षाओं के अलावा जिन्हें मैंने आवश्यक रूप से चिह्नित किया है क्योंकि वे निश्चित रूप से पाठ्यक्रम के प्रमुख हिस्सों के लिए आवश्यक होंगे यह अच्छा होगा यदि आपके पास वस्तु उन्मुख विश्लेषण के साथ कुछ परिचितता है और डिजाइन और कुछ भाषा जो प्रकृति में मुख्य रूप से वस्तु उन्मुख है जो C या जावा की तरह है तो फिर से कुछ MOOCs पाठ्यक्रम संबंधित MOOCs पाठ्यक्रमों का उल्लेख यहाँ किया जाता है अगर आपको ताजा करने की आवश्यकता होती है इस पर आगे बढ़ना आपके पाठ्यक्रम की रूपरेखा है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि पाठ्यक्रम में 40 मॉड्यूल शामिल हैं तो यह 8 सप्ताह में विभाजित है इसलिए यह योजना सप्ताह 1 से सप्ताह 8 तक अलग अलग हफ्तों में हम क्या करते हैं इसके आधार पर दी गई है इसलिए जैसा कि पाठ्यक्रम सामने आता है हम इन विषयों पर इन मॉड्यूलों के माध्यम से आपको आगे ले जा सकेंगे और दाईं ओर आप देख सकते हैं कि मैंने चिह्नित किया है कि पाठ्यक्रम का प्रारंभिक भाग जिसे हम पहले सप्ताह से पांचवें सप्ताह के मध्य तक कवर करते हैं मुख्य रूप से एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग स्थापित किए गए हैं लेकिन जब आप अलग अलग डेटा क्वेरी का मास्टर बनने का लक्ष्य रखना चाहिए पाठ्यक्रम का दूसरा हिस्सा जो स्टोरेज और फ़ाइल संरचना के साथ पांचवें सप्ताह के मध्य से शुरू होता है और अगले तक चलता है उन विश्लेषकों के लिए है जो किसी विशेष डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए ज़िम्मेदार हैं जो एप्लिकेशन प्रोग्रामर उपयोग कर सकता है बेहतर प्रदर्शन के लिए इसे ठीक से डिज़ाइन करने एवं प्रश्नों को कुशल बनाने के लिए इसलिए इस तरह के विश्लेषकों को पाठ्यक्रम के दूसरे भाग की समझ के समय अधिक शामिल किया जाएगा और पाठ्यक्रम का दूसरा भाग भी डीबीएमएस एप्लिकेशन नहीं बना रहे हैं तो आपको पाठ्यक्रम के दूसरे भाग में एक अच्छी प्रारंभिक समझ होनी चाहिए इसलिए जब आप उस पाठ्यक्रम की तैयारी करते हैं जहां आप मॉड्यूल के साथ आपकी समझ उच्चतम स्तर पर होनी चाहिए और बाद के हिस्सों में अपेक्षाकृत कम अग्रवर्ती होंगे लेकिन भविष्य में लगातार कुशल प्रणाली के अच्छे डिजाइन और अच्छे विकास के लिए उनकी आवश्यकता होती है हम एक पाठ्यपुस्तक का अनुसरण करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक छठा संस्करण है जिसका मैं इस पाठ्यक्रम में अनुसरण कर रहा हूं इसे Silberschatz Korth और Sudarshan द्वारा डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट सिस्टम में एक शास्त्रीय पुस्तक की तरह है वर्तमान संस्करण वास्तव में सातवां संस्करण है इसलिए यदि आप सातवें संस्करण को प्राप्त करते हैं तो आप उस का भी उपयोग कर सकते हैं लेकिन जो भी हम इस पाठ्यक्रम में अनुसरण कर रहे हैं उसके लिए छठा संस्करण ही काफी है इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इस पुस्तक की एक प्रति अपने लिए प्राप्त करने का प्रयास करें इसलिए आगे बढ़ते हुए हमारे पास अलग अलग तीन टीएएस हैं को ईमेल लिख सकते हैं तो यह कोर्स का अवलोकन है इसलिए इस मॉड्यूल को हल करने और अपना प्रदर्शन देखने का प्रयास करें यह असाइनमेंट इंजीनियर बनने का प्रयास करें